श्रेणी क्रम में में जुड़े होने पर असमान PV सेल में कुछ समस्याएं होती हैं यहां जुड़े हुए दो PV सेल्स अब सोर्स के रूप में काम कर रहे हैं पोलैरिटी पर ध्यान दें दोनों एक ही दिशा में हैं और वे एक दूसरे को जोड़ते हैं और दोनों सोर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं वे I V विशेषताओं के इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां दोनों सेल्स से पावर धनात्मक है अब यदि दोनों सेल में से एक सेल आंशिक रूप से छायांकित है तो हम देखते हैं कि संयुक्त सेल के I V विशेषता के एक भाग में दोनों में से एक PV सेल इस उदाहरण के लिए यहां PV सेल 2 ऋणात्मक पावर दर्शाता है जोकि प्रदर्शित करता है कि पीवी सेल 2 एक सिंक की तरह काम कर रहा है उस स्थिति में यह पोलैरिटी इस तरह उलट जाएगी तो अब PV सेल 2 एक सिंक की तरह काम कर रहा है R0 एक सिंक की तरह काम कर रहा है PV सेल 1 अकेला एक सोर्स है अब हम इस सर्किट को थोड़ा संशोधित कर सकते हैं ताकि यह इस तरीके में पढ़ने के लिए अधिक आसान हो यह अभी भी वही सर्किट है यह PV सेल 1 एक सोर्स है और आपके पास एक लोड R0 है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है आपके पास एक और PV सेल 2 है जो लोड अतिरिक्त लोड की तरह काम कर रहा है यहाँ दिखाए अनुसार लोड की एक ही दिशा में तो अब PV सेल 2 यहाँ एक सिंक या लोड की तरह काम कर रहा है जिसका मतलब है कि यह I V विशेषता के इस भाग में काम कर रहा है हम इस तरह से एक प्रतिरोधक आइटम द्वारा इस PV सेल 2 को बदल सकते हैं तो प्रभावी रूप में PV सेल 2 उस समय के दौरान एक अवरोधक की तरह व्यवहार कर रहा है जब यह सिंक की तरह कार्य कर रहा है अब प्रश्न यह है कि PV सेल 2 यदि सिंक की तरह कार्य कर रहा है यह पावर नष्ट कर रहा है और यह गर्म होता जा रहा है तो क्या हम इससे बच सकते हैं क्या हम पावर को बायपास कर सकते हैं क्या हम PV सेल 2 या अन्य किसी भी सेल को जो सिंक की तरह कार्य कर रहा है बायपास कर सकते हैं जिससे वह उस समय किसी भी पावर का उपभोग नहीं कर पाए जब यह सामान्य रूप से इस क्षेत्र में एक अवरोधक की तरह व्यवहार करता है तो यह इस तरह से डायोड लगाकर हासिल किया जा सकता है तो जब भी PV सेल यह एक पीवी सेल 2 उल्टी पोलैरिटी प्राप्त करता है और सिंक की तरह कार्य करता है तो आपके पास और है इसलिए हमने यहां डायोड रखा है और डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और कंडक्ट करेगा यहां ध्यान दें इस समय आसानी के लिए मैं इस डायोड को आदर्श डायोड मान रहा हूं इसका कट इन वोल्टेज या आरंभ होने का वोल्टेज 0 वोल्ट या बहुत कम है जो कि एक PV सेल के पीएन जंक्शन वोल्टेज 07 वोल्ट की तुलना में बहुत कम है यह बहुत महत्वपूर्ण है मैं इसको थोड़ी देर बाद समझाता हूं अभी के लिए विचार करें कि यह डायोड आदर्श है और कट इन वोल्टेज 0 है तो जिस समय पीवी सेल 2 की पोलैरिटी रिवर्स होती है उसी समय डायोड कट इन हो जाता है और PV सेल 2 को बाईपास कर देता है जिससे आपको सेल के भीतर कोई पावर डिसिपेशन प्राप्त नहीं होगा और सेल गर्म और खराब नहीं होगा अब हम इस विशेषता को देखते हैं क्या होता है जब हम इस डायोड को वहां रखते हैं वहां यह ऋणात्मक पावर नहीं होगा तो इस प्रकार यह भाग खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब है कि सभी पावर धनात्मक हैं PV सेल 2 इस समय के दौरान केवल पावर का सोर्स होगा और इस समय के दौरान यह उस समय के दौरान होता है जब वह सिंक की तरह कार्य कर रहा था डायोड की उपस्थिति के कारण यह प्रभावी रूप से बायपास हो जाएगा अब यदि आप इस विशेषता को विशेषता के इस भाग के दौरान परिवर्तित करते हैं तो हम देखते हैं कि सेल 1 और सेल 2 दोनों सोर्स की तरह कार्य कर रहे हैंऔर इस बिंदु पर इस महत्वपूर्ण जंक्शन पर जहाँ यह वर्टिकल लाइन है इस बिंदु पर PV सेल 2 का पावर योगदान 0 है और पूरे पावर का योगदान PV सेल 1 द्वारा दिया गया है और यदि आप इन सभी क्षेत्रों को इस ऊर्ध्वाधर रेखा बिंदु से कम लेते हैं तो इसमें PV सेल 2 योगदान नहीं करता है यह इस आदर्श डायोड द्वारा प्रभावी रूप से बाईपास हो जाता है इसलिए केवल PV सेल 1 ही सोर्स की तरह कार्य कर रहा है है तो ऑपरेटिंग पॉइंट की विशेषताएं ऐसी होंगी कि वह इस पथ को नहीं लेगा बल्कि यह पथ लेगा क्योंकि वह PV सेल 1 का I V करंट पथ है और जैसा कि PV सेल 2 प्रभावी रूप से चित्र से बाहर है इसलिए वह अब यह पथ लेगा इसलिए यदि आप इस हिस्से को फिर से इस प्रकार बनाते हैं की ऑपरेटिंग बिंदु इस पथ को इस क्षेत्र में ले जाए तो यह कुछ इस तरह दिखाई देगा इसलिए यह भाग यह काली मोटी रेखा का भाग वास्तव में अब संयुक्त सेल की IV विशेषता है जबकि एक आदर्श डायोड इस जगह इस प्रकार से रखा गया है इस आदर्श डायोड को लगाने से यह लाभ है कि जब भी वोल्टेज परिवर्तन होता है तो यह PV सेल 2 बायपास हो जाता है या PV सेल 2 ऐसे कार्य करने लग जाता है एक सिंक की तरह कार्य करने की कोशिश करता है ऐसी स्थिति में यह डायोड इस पीवी सेल 2 को बचाएगा और ऐसा लगेगा जैसे PV सेल 1 अकेले सर्किट में है जो लोड को R0 तक डिलीवर कर रहा है अब PV सेल 1 R0 को पूरा पावर प्रदान करेगा R0 अकेले को और यहाँ कोई अपव्यय नहीं होगा तो यह डायोड को लगाने का लाभ है आप दक्षता में थोड़ा सुधार करेंगे और विशेषता में भी इस प्रकार का रूप मिलता है जो कि प्रदर्शित किया गया है अब यह वह भाग है जहाँ PV सेल 2 पावर का योगदान देता है और शेष भाग में PV सेल 1 पावर का योगदान करता है और साथ में निश्चित रूप से यह संयुक्त सेल का पावर योगदान होगा इसलिए यहाँ आप देखते हैं कि योगदान केवल PV सेल 1 से है